ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन के मॉड्यूल 22 में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने चर्चा की और uml एकीकृत मॉडलिंग भाषा का संक्षिप्त अवलोकन किया हमने देखा कि इसमें आरेखों का एक संग्रह शामिल है जिसे संरचनात्मक या स्थिर व्यवहार स्थिर गुणों या व्यवहार आरेखों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो गतिशील गुण हैं और प्रत्येक संरचनात्मक और व्यवहार आरेखों में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट चित्र शामिल होते हैं अब निश्चित रूप से सवाल यह है कि हम uml का उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि हम डिजाइन प्रक्रिया में बेहतर स्पष्टता और बेहतर अभिव्यक्ति लाना चाहते हैं लेकिन आस पास इतने सारे आरेखों के साथ निश्चित रूप से यह बहुत भ्रम है ताजा भ्रम है कि किस संदर्भ में कब और किस संदर्भ में उपयोग किया जाना चाहिए इसलिए इस मॉड्यूल में हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम software development lifecycle पर एक नज़र डालते हैं सिस्टम विश्लेषण और डिजाइन की पूरी प्रक्रिया n का एक हिस्सा है जो अंत में सिस्टम को एक कार्यशील सॉफ़्टवेयर के रूप में लागू किए जाने के लिए लक्षित है इसलिए सॉफ्टवेयर विकास के लिए एक मामूली सहमत प्रक्रिया है और इसे एक जीवन चक्र कहा जाता है क्योंकि प्रारंभिक विकास से शुरू होकर अंत तक जब आप समाप्त करते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में हम फिर से जीवनचक्र की शुरुआत में हैं इसलिए हम इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं आप में से कुछ को SDLC के साथ अनुभव हो सकता है यदि आपने किसी संदर्भ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था और एक बार SDLCपर नज़र डाल लेने के बाद हम SDLC के अलग अलग चरणों में uml आरेख के साथ विभिन्न संबद्ध को देखने का प्रयास करेंगे तो वह मूल उद्देश्य है तो ये हैं यह रूपरेखा जो हर स्लाइड के बाईं ओर उपलब्ध होगी अब सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र क्या है यह एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या एक सॉफ्टवेयर संगठन के लिए एक सॉफ्टवेयर उत्पाद के बाद भी एक प्रक्रिया है और इसमें विशिष्ट सॉफ़्टवेयर के विकास रखरखाव प्रतिस्थापन और परिवर्तन करने के तरीके का वर्णन करने वाली विस्तृत योजना शामिल है तो यह सब कुछ उस समय पर चला जाता है जो सॉफ़्टवेयर समाधान उस समय के लिए कल्पना की जाती है जिस समय इसे तैनात किया जाता है यह उस समय के लिए परिपक्व होता है जब इसे अलग अलग संस्करण बनाया जाता है और जो समय अंत में उपयोग से बाहर हो जाता है सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र के दायरे में है तो यह आम तौर पर यह एक मानक पर्चे नहीं है लेकिन यह आम तौर पर सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र है जो कुछ चरणों में विभाजित है जल्दी से इन चरणों पर यह चरण एक आवश्यकता विनिर्देश है जहां वास्तव में यहां एक तीर होना चाहिए था जहां एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए अनुरोध या आवश्यकता उपयोगकर्ता से ग्राहक से आई है इसलिए जो डोमेन जानकारी प्रदान कर रहे हैं और हम उस बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं और यहां आवश्यकता इस बात की है कि आप दस्तावेज़ इंटरैक्शन वीडियो नोट्स चित्र इत्यादि के माध्यम से जाने के माध्यम से ग्राहक को सिस्टम के संदर्भ में बताने या बताने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम का एक बहुत ही प्रारंभिक विनिर्देश उत्पन्न करता है जिसे सिस्टम में शामिल करने की गहराई में देखने के लिए आगे का विश्लेषण किया जा सकता है इसलिए जब आप इसका विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो मैं आपको फिर से संबंधित करूंगा मैं आपको केवल एक गतिविधि का उल्लेख करूंगा कि हमने कुछ मॉड्यूल वापस किए थे संभवतः यह मॉड्यूल 20 था जहां हम थे हम छुट्टी प्रबंधन प्रणाली में छुट्टी से संबंधित वर्गों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और हम शुरू में सभी छुट्टी को एक सामान्य अमूर्त छुट्टी अवधारणा का एक विशेषज्ञ होने जा रहे थे और फिर हमने यह पता लगाने का अभ्यास किया कि विभिन्न गुण क्या हैं अलग अलग छुट्टीसंतुष्ट हैं और तदनुसार हमने कोशिश की कि छुट्टी को क्लब के रूप में प्रमाणित किया जाए प्रमाणित किया जाए और इसी तरह आगे बढ़ाया जाए और यह अभ्यास जो हमने किया वह जरूरी SDLC व्यवहार का विश्लेषण चरण है इसलिए जहां आप इन सभी के माध्यम से जाते हैं अपने capture किए गए विनिर्देश को परिष्कृत करें और बेहतर और बेहतर विवरण प्राप्त करें अब इस प्रक्रिया में यह है यह एक आगे का तीर है और इस प्रक्रिया में आपको आवश्यकता हो सकती है आपको पता चल सकता है कि विश्लेषण आपको बताता है कि अच्छी तरह से कुछ जानकारी गायब है कुछ जानकारी डोमेन से कुछ और जानकारी की आवश्यकता है ग्राहक के द्वारा और इसी तरह यदि आपको ऐसी आवश्यकता है तो आपको पहले चरण के पहले चरण में वापस जाने की आवश्यकता है और यही कारण है कि आपके पास यह उल्टा तीर है और आप वापस जाते हैं और विनिर्देश में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करते हैं तो अब यह आगे चलकर ऐसा होता है कि एक बार जब मेरे पास विश्लेषण output होता है तो मैं उस डिज़ाइन पर काम कर रहा हूं जहां मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि अब यह देखें कि इन अवधारणाओं को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है या सीधे अलग अलग सॉफ्टवेयर में मैप किया जा सकता है आदिम विभिन्न सॉफ्टवेयर विवरण और वह भी मैं कई चरणों में कर सकता हूं जब तक कि मैं डिजाइन का एक output इंट्रोड्यूस करने में सक्षम हूं जो कि हर सिस्टम subsystem मॉड्यूल का बहुत विस्तृत डिजाइन होगा अगर मैं यह कहूं कि मेरे वाहन C का क्रियान्वयन है तो एक output पर यहां मैं C वर्ग के बारे में बात कर रहा हूं मैं विधियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं विशिष्ट पुस्तकालयों के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए डिज़ाइन को यह सब निर्दिष्ट करना चाहिए ताकि उस की कोडिंग शुरू हो सके अब यहाँ फिर से आप देखेंगे कि एक पुनरावृत्त वापसी तीर है जो मुझे इसके लिए विश्लेषण करने के लिए वापस ले जा रहा है क्योंकि डिजाइन का input जो विश्लेषण का output है कुछ ऐसा हो सकता है जो डिजाइन करना आसान नहीं है या जो सुसंगत नहीं है और फिर मुझे वापस जाने और विश्लेषण फिर से करने या कुछ और विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी और यह बहुत संभव है कि मैं कुछ मामलों में कम से कम मुझे आवश्यकता विनिर्देश पर वापस जाने की आवश्यकता हो तो आप देखेंगे कि यह पूरा diagram कुछ इस तरह से है यह कुछ करता रहता है और वापस आता रहता है तो यह पुनरावृत्ति के मूल सिद्धांत की पुष्टि करता है जिसके बारे में हमने बात की है अब डिजाइन का output कार्यान्वयन चरण में चला जाता है यह मूल रूप से हम जो कहते हैं वह कोडिंग है और प्रोग्रामिंग जहां आप अपनी चुनी हुई वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग कर रहे हैं वास्तव में उन कार्यक्रमों को लिखने के लिए जो आपके द्वारा किए गए डिजाइन का एहसास करते हैं फिर से इसका मतलब हो सकता है कि आपको किसी चरण में डिजाइन में वापस आने की आवश्यकता होगी या इसे जाने की आवश्यकता हो सकती है बैक अप पूरी तरह से आवश्यकता विनिर्देश चरण तक एक बार जब कार्यान्वयन समाप्त हो जाता है तो आप इसे परीक्षण के लिए डालते हैं जो सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप में से किसी ने जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर बहुत कम अध्ययन किया है वे समझेंगे कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जहाँ आप यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस प्रक्रिया के माध्यम से 2 मुख्य चीजें क्या आप सही प्रणाली का निर्माण करने में सक्षम हैं क्या आपने जो बनाया है वह वही है जो आपको ग्राहक के विनिर्देशन के निर्माण के लिए आवश्यक है और दूसरा जो आप आजमाते हैं यह उत्तर देने के लिए कि क्या आपने सिस्टम को सही तरीके से बनाया है जिसे आपने आवश्यकता विनिर्देश में समझा है और इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के इन सभी चरणों के माध्यम से लाया है आपने कोई गलती नहीं की है लेकिन आप इसे सही तरीके से बनाने में सक्षम हैं इसलिए परीक्षण मुख्य रूप से एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है जो सॉफ्टवेयर विकास के कुल प्रयास का लगभग 70 प्रतिशत है और यह जवाब देने की कोशिश करता है कि क्या आपने सही सिस्टम बनाया है और क्या आपने सिस्टम को सही तरीके से बनाया है फिर से किसी भी चीज़ का परीक्षण करें जो परीक्षण में हम कहते हैं कि एक बग है आपको वापस जाने और कार्यान्वयन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है एक बार जब एक प्रणाली का परीक्षण किया जाता है तो परिणामी प्रणाली परिनियोजन के लिए जाती है जिसे आप ग्राहक के पास ले जाते हैं और उसे ग्राहक के स्थान पर रख देते हैं इत्यादि ग्राहक को इसका उपयोग करने दें और इसे आज़माएं और यदि यह विफल हो जाता है तो यह परीक्षण पुन कार्यान्वयन पुन डिज़ाइन और इतने पर वापस आता है और अंत में यदि तैनाती सफल हो जाती है तो सॉफ़्टवेयर रखरखाव चरण में जाता है जहां आप इसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन आप अभी भी कई बार बग प्राप्त कर सकते हैं या यह संभव है कि एक निश्चित समय पर इसका उपयोग करने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए मेरा मतलब है 1 वर्ष 2 साल जो भी आपको नए फंक्शंस के पूरे सेट की आवश्यकता है आपको पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है आपको एक अलग तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता है और इसी तरह इसलिए आप सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड करने का अनुरोध करते हैं और फिर से हम करेंगे आप तैनाती पर वापस जाते हैं या आप सीधे आवश्यकता विनिर्देश पर वापस जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे पास एक काम करने वाला सॉफ्टवेयर है मैं इसे 2 साल से उपयोग कर रहा हूं लेकिन अब मैं ऐसी और ऐसी सुविधाओं को शामिल करना चाहता हूं और मैं फिर से शुरू करता हूं इसलिए चरणों का यह पूरा सेट मूल रूप से इस बारे में बात करता है कि क्या होता है यदि एक सॉफ्टवेयर को एक इंसान की तरह माना जा सकता है तो चरणों का पूरा सेट आपको बताएगा कि एक सॉफ्टवेयर के जीवन में क्या होता है और इसलिए इसे software development lifecycle कहा जाता है अब यदि आप इन चरणों को देखते हैं तो हम उन्हें 2 व्यापक भागों में बाँट सकते हैं सामने वाला भाग जो आवश्यकताओं से लेकर डिज़ाइन का है जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जहाँ OOAD जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए हम देखेंगे कि इस चरण में बहुत सारे uml आरेख संबंधित होंगे जबकि डिजाइन किए जाने के बाद वहाँ है तो मूल रूप से डिजाइन किए जाने के बाद फिर आप कार्यान्वयन पर जाते हैं जैसा कि हमने देखा है और फिर यह चरण मुख्य रूप से आपत्तिजनक प्रोग्रामिंग भाषा के आसपास है इसलिए इसे OOAD के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए इसके लिए प्रोग्रामिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हार्डवेयर सिस्टम आदि की जानकारी और समझ होनी चाहिए और अगर कार्यान्वयन में कोई समस्या है तो आप फिर से डिजाइन पर वापस आएंगे तो इस भाग 2 में हम इन सभी 3 भागों में जो uml चित्र बनाते हैं वह सिस्टम कार्यान्वयन भाग के इनपुट के रूप में जाएगा और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे या कम से कम कुछ आरेख uml आरेख हो सकते हैं जो इस प्रणाली के विवरण में भाग लेगा इसलिए SDLC में OOAD की मूल भूमिका हैं और हम अलग अलग आरेखों की पहचान करने के लिए इसे ध्यान में रखेंगे इसलिए पहले चरण से शुरू करना जो कि आवश्यकताओं का चरण है जो आमतौर पर 3 विभिन्न प्रकार के मॉडल या आरेखों का उपयोग करता है तो सबसे पहले आपको use case model के निर्माण की आवश्यकता है इसलिए आप use case आरेख का उपयोग करते हैं आपको समस्या डोमेन मॉडल का निर्माण करने की आवश्यकता है जो वास्तव में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल गुण मुख्य सार समस्या डोमेन के रिश्ते क्या हैं इसलिए समस्या डोमेन मॉडल का उपयोग करें और आपको एक इंटरफ़ेस की आवश्यकता है तो इस इंटरफ़ेस का अर्थ है कि हम जिस पल को इंटरफ़ेस कहते हैं वह इसे एक graphical user interface GUI के रूप में सुझाता है लेकिन यह जरूरी नहीं हो सकता है GUI भी शामिल है लेकिन यह कीबोर्ड आधारित इंटरफ़ेस सहित विभिन्न प्रकार के इंटरफेस हो सकता है विभिन्न प्रकार के वॉयस इंटरफ़ेस श्रवण इंटरफ़ेस और यहां तक कि प्रोग्राम इंटरफेस भी जो इंटरफ़ेस मॉडल में आते हैं इसलिए जब हम आवश्यकताओं के चरण आवश्यकता विनिर्देश चरण को पूरा करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हम मॉडल के एक सेट के साथ सामने आएंगे जो कि पूरे के रूप में हम आवश्यकताओं के मॉडल के रूप में संदर्भित करेंगे और इस अंकन का उपयोग हमने एकत्रीकरण को दिखाने के लिए किया है कुछ चरण पहले यह दिखाते हैं कि मूल रूप से यह एक संघ है या इसमें use case मॉडल समस्या डोमेन मॉडल और इंटरफ़ेस मॉडल शामिल हैं तो वही uml संकेतन यहाँ uml का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए आवश्यकता मॉडल में इन 3 प्रकार के मॉडल होते हैं जैसा कि हमने देखा है और uml आरेख के संदर्भ में यह वही है जो use case मॉडल करेगा इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें उपयोग के मामले के मॉडल की पहचान करने की आवश्यकता है तो सिस्टम का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है हम इसे उपयोग के मामले आरेख में कैप्चर करते हैं ताकि आवश्यकता विनिर्देशन का उत्पादन हो इसी तरह वर्ग आरेख बुनियादी वस्तुओं और वर्गों की पहचान करेगा और समस्या डोमेन आरेख का एक हिस्सा है जो समस्या डोमेन मॉडल है जिसे हमें बनाने की आवश्यकता है इंटरफ़ेस मॉडल के संदर्भ में अभी तक uml में बहुत मजबूत आरेख नहीं हैं इसलिए UI विनिर्देश और सिस्टम इंटरफेस और इतने पर अभी भी अक्सर थोड़ा असंरचित तरीके से किया जाता है आप के उपयोग के साथ बहुत कम जानते हैं प्राकृतिक भाषा और हाथ से खींची गये चित्र और इसी तरह लेकिन फिर इन 2 में उपयोग का मामला और वर्ग आवश्यकता विनिर्देशन के बाद आप जो उत्पन्न करने की उम्मीद करते हैं उसके मुख्य घटक होंगे तो स्वाभाविक रूप से ये अब विश्लेषण चरण में जाएंगे और विश्लेषण चरण में मुख्य संरचना विश्लेषण है और समस्या डोमेन मॉडल को फिर से परिभाषित करने के लिए अपने आप को जिस तरह से हमने छुट्टी के पदानुक्रम को मॉडल बनाया था उसे परिष्कृत करने के हमारे अभ्यास की याद दिलाता है तो यह वह गतिविधि है जो आप यहां कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से आप जो हमारे संरचना मॉडल का निर्माण करने की उम्मीद करते हैं और आप व्यवहार मॉडल का निर्माण शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये अब विश्लेषण चरण में जाएंगे और विश्लेषण चरण में मुख्य संरचना विश्लेषण है और समस्या डोमेन मॉडल को फिर से परिभाषित करने के लिए अपने आप को जिस तरह से हमने छुट्टी के पदानुक्रम को मॉडल बनाया था उसे परिष्कृत करने के हमारे अभ्यास की याद दिलाता है तो यह वह गतिविधि है जो आप यहां कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से आप जो हमारे संरचना मॉडल का निर्माण करने की उम्मीद करते हैं और आप व्यवहार मॉडल का निर्माण शुरू करते हैं संरचना मॉडल फिर से वर्ग है तो आप यह नोट कर सकते हैं कि आपने requirements phase output में भी देखा है तो आप फिर से यह कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो एक ही आरेख का उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में एक ही आरेख है यह एक वर्ग आरेख है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं लेकिन आपने जो आरेख की आवश्यकता के अंत में किया था वह विश्लेषण के माध्यम से विनिर्देशन के अंत में है जो परिष्कृत हो गया है और आपके पास एक अलग रूप से संगठित वर्ग आरेख हो सकता है आपके पास वर्ग आरेख में बहुत अधिक विवरण हो सकते हैं अब फिर से उदाहरण आवश्यकताओं के उत्पादन के चरण में है आपके पास केवल एक अवकाश वर्ग है और उन सभी अवकाशों को उसी का विशेषज्ञता माना जाता है और विश्लेषण चरण के अंत में आपके पास एक ही वर्ग आरेख है अब एक के संदर्भ में परिष्कृत करें जटिल संकर पदानुक्रम व्यवहार मॉडल में ये 4 शामिल हैं जिन्हें मैंने अनुक्रम आरेख के संदर्भ में संक्षेप में छुआ था संचार या सहयोग आरेख मेरे पास सहयोग आरेख है इस शब्द का उल्लेख यहां इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने उल्लेख किया है कि स्विच वर्तमान मानक और पहले एक बिंदु x मानक के बीच स्विच करता रहेगा तो एक बिंदु x मानक जो भी 2 बिंदु x से सहयोग आरेख के रूप में कॉल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक बिंदु x मानक को कहा जाता है इसे अब संचार आरेख कहा जाता है तो आप यह कर सकते हैं संचार आरेख के समान है एक अलग आरेख नहीं विभिन्न राज्यों और गतिविधियों को दिखाने के लिए राज्य चार्ट आरेख तो ये आरेख हैं जिन्हें विश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाना है और उनमें से प्रत्येक सिस्टम के एक अलग पहलू को कैप्चर करेगा स्वाभाविक रूप से विश्लेषण चरण का output डिजाइन में जाता है जहां मुख्य गतिविधि सिस्टम डिज़ाइन है जो अब यह है कि यह अपेक्षा की जाती है कि आप विनिर्देशों को समझने में सक्षम हो गए हैं समस्या डोमेन आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आप सक्षम हो गए हैं अलग अलग uml चित्र के इस पूरे बहुत से के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और अब इन सभी को अपने दिमाग में रखते हुए आप अब यह डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में हम कोड को व्यवस्थित करने के बारे में कैसे जाएंगे अलग अलग कोड घटक क्या होना चाहिए क्या वास्तविक कक्षाएं होनी चाहिए जो आप ऊप में लिखते हैं और इसी तरह जो आपने सिस्टम डिज़ाइन के बारे में उल्लेख किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आमतौर पर 2 चरणों में किया जाता है पहला चरण है आप एक उच्च स्तरीय डिज़ाइन मॉडल बनाते हैं उदाहरण के लिए यदि छुट्टी प्रबंधन प्रणाली में हम तय करते हैं कि हमारे पास ज्ञान के बाद हमारे पास होगा हम जानते हैं कि हमारे पास कर्मचारी कार्यकारी नेतृत्व और प्रबंधक जैसे वर्ग हैं फिर सिस्टम डिज़ाइन चरण के इस चरण में यदि C मेरा वाहन है क्योंकि मेरे पास एक क्लास एग्जीक्यूटिव है और इसलिए मैं इसे लिखता हूं और मैं कहता हूं कि इसके लिए अलग अलग तरीके होंगे जैसे कि छुट्टी की तरह और इसी तरह तो यह है कि मैं एक बुनियादी उच्च स्तरीय डिजाइन का काम करता हूं फिर मैं इसे एक और डिज़ाइन चरण के माध्यम से फिर से लेना चाहता हूं जिसे विस्तृत डिज़ाइन कहा जाता है जहां मैं इस उच्च स्तरीय डिज़ाइन को परिष्कृत करूंगा तो यहाँ संभवतः मुझे यह कहते हुए खुशी हुई कि मैंने अवकाश लागू कर दिया है यहाँ मैं उस एल्गोरिथ्म को जानना चाहूंगा जिसका उपयोग छुट्टी के लिए आवेदन करने में किया जाएगा मुझे यह जानकर खुशी होगी कि क्या मुझे कम से कम उन डेटा सदस्यों के बारे में कुछ पता है जो मेरे पास होने चाहिए ये डेटा सदस्य वर्ग की विशेषताओं के अलावा और कुछ नहीं हैं लेकिन अगर मैं कहता हूं कि प्रारंभ तिथि की विशेषता छुट्टी के लिए है तो इसकी एक या इसके बजाय हम कार्यकारी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसमें कार्यपालिका की एक सम्मिलित तिथि है इसमें यह है कार्यकारी की उम्र और इतने पर हमें वास्तव में यह विस्तार करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक डेटा सदस्य को किस प्रकार का होना चाहिए आकार और इतने पर क्या होना चाहिए और वे निम्न स्तर के डिजाइन चरण के कार्य हैं तो संक्षेप में आप इन शब्दों को बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल करेंगे इसे HLD उच्च स्तरीय डिज़ाइन कहा जाता है और इसे LLD कहा जाता है और डिज़ाइन की यह पूरी प्रक्रिया अलग अलग uml आरेखों के एक सेट को फिर से विभाजित करेगी तो अब कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि एक चरण से दूसरे चरण में जाना है पहले चरण के सभी output अभी भी मौजूद हैं और अभी भी मान्य हैं जब तक कि उन्हें अस्वीकार नहीं किया गया है और हटा दिया गया है इसलिए हमारे पास पहले से ही उन सभी उपयोग मामले वर्ग आरेख राज्य चार्ट अनुक्रम के विभिन्न व्यवहार आरेख हैं और यह सब लेकिन अब इसके अलावा हम घटक आरेख की तरह इस प्रकार के आरेख बनाने में सक्षम हैं इसलिए घटक आरेख मुझे यह कहते हुए छोड़ देगा कि प्रबंधन प्रणाली छोड़ें यह मुझे बताएगा कि मेरे पास एक कर्मचारी घटक है जो कर्मचारी संबंधित वर्गों कर्मचारी कार्यकारी लीड की विविधता को लागू करता है मेरे पास एक छुट्टी घटक है जो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के अवकाश वर्गों के बारे में बात करता है मेरे पास है एक जुड़ने वाला घटक जो इस बारे में बात करता है कि कर्मचारी सिस्टम में कैसे शुरू होता है इत्यादि इसलिए मैं उन सभी के बारे में बात करता हूं और मैं मूल आरेखों को भी रेखांकित करता हूं कि मेरी लक्ष्य प्रणाली क्या होने जा रही है मेरे पास किस तरह का हार्डवेयर है और मैं इन घटकों को लक्ष्य में कैसे रखता हूं तो मेरी तैनाती योजना क्या है जिसे हम साथ लेकर आएंगे अब इसके साथ ही मेरे पास अन्य संरचनात्मक मॉडल व्यवहार मॉडल हो सकते हैं जो मुझे पहले से ही मिल चुके हैं और इसके अलावा कुछ और विवरण हो सकते हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे वास्तु विवरण के रूप में कह रहा हूं यदि आप अंतिम मॉड्यूल मॉड्यूल 21 को वापस संदर्भित कर सकते हैं और uml 25 आरेख के पदानुक्रम को देखें तो आप पाएंगे कि तैनाती के संदर्भ में लोग अक्सर network architecture आरेख के बारे में कह रहे हैं इसलिए 5 साल पहले हम एक ऐसे सामान्य व्यक्ति के बारे में बात करने में खुश होंगे जिसे आप अंग्रेजी जानते हैं जैसे कि विवरण या आरेख यह बताते हैं कि सिस्टम की वास्तुकला क्या है विभिन्न सर्वर और फ्रंट एंड कैसे हैं और नेटवर्क केबल जुड़े हुए हैं लेकिन अब हमें धीरे धीरे इस बात को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता हो सकती है कि बेहतर आरेखों के संदर्भ में भी इसलिए यह डिजाइन चरण में आरेखों की तरह है और यही 3 चरण हैं SDLC आवश्यकताओं के चरण विश्लेषण और डिज़ाइन जहां फॉर्मल होने के मामले में uml की एक बड़ी भूमिका है फिर कार्यान्वयन परीक्षण तैनाती रखरखाव के बाद के चरणों में उनकी मुख्य भूमिका यह है कि इन आरेखों का उपयोग किया जाता है और कार्यान्वयन को डिज़ाइन किया जाता है इसलिए इस अन्य चरणों में यह आमतौर पर इन मॉडलों का उपयोग होता है लेकिन निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में भी हम इनमें से कुछ मॉडल में कुछ और विवरण उत्पन्न कर सकते हैं हमें मॉडल को परिष्कृत करने और उस के माध्यम से काम करने के लिए डिजाइन या विश्लेषण चरण या यहां तक कि आवश्यकता विनिर्देश चरण पर वापस जाने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए इस मॉड्यूल में संक्षेप में हमने आमतौर पर स्वीकृत सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र प्रक्रिया के आसपास एक संक्षिप्त यात्रा करने की कोशिश की है मैंने इस जीवन चक्र के प्रमुख चरणों के बारे में बात की है और विभिन्न चरणों में uml आरेख का उपयोग कैसे किया जाएगा या विभिन्न चरणों में उत्पन्न होगा इसलिए अगले मॉड्यूल से आगे जब हम विशेष रूप से हर आरेख के विवरण के बारे में बात करते हैं तो हम सीखना शुरू करते हैं कि उनकी आदिम क्या हैं उन्हें कैसे बनाया जाना चाहिए और इसी तरह तब हम SDLC सॉफ्टवेयर जीवन चक्र के किस विशेष चरण से संबंधित हो पाएंगे बंद करने से पहले मैं SDLC के संदर्भ में एक अस्वीकरण भी रखना चाहूंगा क्योंकि SDLC में यहां मैंने जिस तरह का दृष्टिकोण दिखाया है या चर्चा की है वह सबसे शास्त्रीय और सपाट दृष्टिकोण है आज कई अलग अलग SDLC विविधताएं मौजूद हैं प्रिंट विधि परीक्षण संचालित विधियों और इतने पर के रूप में विभिन्न चुस्त तरीकों से शुरू यहां तक कि अगर आप वास्तव में एक अलग SDLC प्रवाह का उपयोग कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि हो सकता है कि आप किस चरण में चेक और बैलेंस करते हैं जब हम एक चरण पूरा करते हैं और आप एक चरण कैसे दोहराते हैं या आप एक चरण को कैसे परिष्कृत करते हैं तो वे विवरण अलग अलग होंगे लेकिन आप पाएंगे कि आप जिस भी कार्यप्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं आवश्यकता विनिर्देशन विश्लेषण के इन चरणों में इन सभी प्रकार की गतिविधियाँ SDLC में होंगी जिनका आप अनुसरण कर रहे हैं इसलिए एक बार जब आप इसकी पहचान कर लेते हैं तो आप यह भी पता लगा पाएंगे कि अलग अलग चरणों में आपको किस विशेष uml आरेख का उपयोग करना चाहिए